नमस्कार इस कोर्स माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले 2 मॉड्यूल में हमने फ़िल्टर सिंथेसिस के लिए विभिन्न तकनीकों को कवर किया था 2 मॉड्यूल में हमने आपको रेज़ोनेटर का उपयोग करके नैरोबैंड फिल्टर की अवधारणा से परिचित कराया था और पिछले मॉड्यूल में हमने इमेज फिल्टर के बारे में चर्चा की थी अब दोनों नैरोबैंड और इमेज फिल्टर जिस तरह से देखे थे वे कुछ निश्चित संरचनाओं पर निर्भर थे उदाहरण के लिए नैरोबैंड फिल्टर के केस में रेज़ोनेटर थे और इमेज फिल्टर्स के लिए यूनिट सेल्स की अवधारणा थी सिंथेसिस तकनीक बहुत सीमित थी उदाहरण के लिए एक नैरोबैंड फिल्टर मामले में हम केवल कुछ गैप को बदल सकते थे एक गैप को पेश कर सकते थे इसे शंट में डाल सकते थे या कैस्केड में एक ट्रांसमिशन लाइन तत्व डाल सकते थे और कुछ इस तरह और इम्मेज फिल्टर्स के लिए हम देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन केवल यूनिट सेल्स को डिज़ाइन करने तक सीमित है और मूल रूप से केवल 2 प्रकार की यूनिट सेल्स थीं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी एक थी कोनस्टैंट K और दूसरी थी M डीराइव्ड लेकिन वास्तव में रिस्पांस को डिजाइन करने का कोई तरीका नहीं है इसलिए इस मॉड्यूल में हम विशेष फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को डिजाइन करने के बारे में बात करेंगे एक फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन करें जो हमें एक विशेष डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्रदान करेगा तो हम देखते हैं कि कैसे करना है याद है कि मैंने आपको इंसर्शनल लॉस और ओए के कुछ मॉड्यूल की अवधारणा से परिचित कराया था तो LI यह इंसर्शनल लॉस इस द्वारा दी जाती है और लो पास फिल्टर के लिए LI हाई होना चाहिए पासबैंड में कम होना चाहिए और स्टॉप बैंड में हाई होना चाहिए इसलिए यदि हम LI और ओमेगा C के बीच एक प्लॉट बनाते हैं और मान लें कि ओमेगा हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है कि ओमेगा C के परे और ओमेगा C से कम फ्रीक्वेंसी के लिए इंसर्शनल लॉस अधिकतम 3 dB तक बढ़ जानी चाहिए तो यह हमारा मार्ग है और ओमेगा C से परे हमारे पास हमारा स्टॉप बैंड है अब इस संश्लेषण के लिए तकनीक इस इंसर्शनल लॉस पर आधारित है मान लीजिए कि हमें एक निश्चित इंसर्शनल लॉस दी गई है तो किस सर्किट को डिज़ाइन किया जा सकता है ताकि एक विशेष इंसर्शनल लॉस की इस तरह विशेषता हो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के समान है जो मैंने इमपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को डिजाइन करते समय वर्णित की थी इमपेडेंस मैचिंग नेटवर्क में हमने पहले ओमेगा में गामा के लिए एक संबंध का पता लगाया था और फिर हमने इसे ओमेगा में एक प्रोटोटाइप गामा के बराबर कर दिया था तो यह हमारा प्रोटोटाइप फंक्शन था तो या तो यह एक बायनॉमिनल या चेबीशेव था और यह सर्किट विश्लेषण से था तो यह इमपेडेंस मैचिंग के लिए मामला था अब इस फिल्टर सिंथेसिस के लिए भी सिद्धांत समान होगा हमें एक निश्चित S21 या कुछ इंसर्शनल लॉस ट्रांसफर फ़ंक्शन दिया जाएगा और हम इसे एक प्रोटोटाइप मामले में बराबर कर देंगे अब हम इसे बायनॉमिनल और चेबीशेव दोनों के लिए कर सकते हैं हम इसे 2 प्रोटोटाइप कार्यों के लिए बराबर करेंगे एक को बटरवर्थ प्रोटोटाइप के रूप में जाना जाता है और दूसरा चेबीशेव प्रोटोटाइप है इसलिए इसके पीछे के सिद्धांत पर चर्चा करने के बजाय आइए हम वर्तमान में उदाहरण पर जाएं अब मान लेते हैं कि हमें दूसरा ऑर्डर इंसर्शनल लॉस फ़ंक्शन दिया गया है जैसा कि यहां दिखाया गया है तो मान लीजिए कि हमारे 1 पर मान लीजिए कि हमें एक 3 ऑर्डर इंसर्शनल लॉस फ़ंक्शन दिया गया है अब बटरवर्थ 3 ऑर्डर इंसर्शन लॉस फंक्शन प्रोटोटाइप को इस के रूप में दिया गया है अब इसे समान किया जा सकता है मान लीजिए कि मान लें कि हमारे मामले के लिए हमारे पास N 3 के बराबर है और कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट इमपेडेंस मैच की आवश्यकता 1 ओम है और कहें कि हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है अब यह सामान्य मामला नहीं है आमतौर पर आपके पास Z0 के रूप में 50 ओम और ओमेगा C कुछ उच्च फ्रीक्वेंसी या आवश्यकता के अनुसार विभिन्न फ्रीक्वेंसीयों पर होगा लेकिन सिर्फ इस मामले के लिए पहले हम इन आदर्श मूल्यों के लिए हमारे प्रोटोटाइप को प्राप्त करेंगे और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन या सर्किट को कैसे बदलना है ताकि हम जो चाहें इमपेडेंस मैच प्राप्त करें और जो हम चाहते हैं वह कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो तो इसके साथ कुछ स्केलिंग तकनीकें हैं जिन्हें हम बाद में कवर करेंगे लेकिन अब हम अपने Z0 को 1 ओम ओमेगा C को 1 रेडियन प्रति सेकंड मान रहे हैं और यह हमारा तीसरा ऑर्डर बटरवर्थ प्रोटोटाइप है तो मैंने कहा कि बटरवर्थ प्रोटोटाइप इस फ़ंक्शन द्वारा दिया गया है तो फिर S21 स्क्वायर हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि यह इंसर्शनल लॉस LI है अब Z0 और ओमेगा C के इस विशेष मान के लिए S21 स्क्वायर 1 ओमेगा पावर 6 बन जाएगा क्योंकि N 3 के बराबर है इसलिए यह हमारा S21 स्क्वायर है और फिर यहाँ से एक बार जब हम S21 को ओमेगा के संदर्भ में जानते हैं तो हम इसे लैप्लस डोमेन में बदल सकते हैं जो S डोमेन है तो यह करने के लिए कि हमारे पास हमारा S 21 स्क्वायर 1 पर 6 ओमेगा के रूप में है अब सामान्य या सबसे आम तरीका है इसलिए यह फूरियर डोमेन में है अगर मुझे इसे लाप्लास डोमेन में बदलना है तो यह एक है ओमेगा फूरियर डोमेन लेकिन लाप्लास डोमेन S के संदर्भ में है इसलिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रूपांतरण J ओमेगा के बराबर है और मैं यहां इस मूल्य को प्रतिस्थापित कर रहा हूं अब हमें पता होना चाहिए कि यह हमेशा संभव नहीं है हम हमेशा इस परिवर्तन का उपयोग करके डोमेन के लिए लाप्लास डोमेन के लिए रूपांतरण नहीं कर सकते हैं उदाहरण के लिए यूनिट स्टेप फंक्शंस जैसे कुछ फंक्शन होते हैं जिनमें फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है लेकिन लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन वैसे भी हमें दिया जाता है कि हमारा फ़ंक्शन हमारे विशेष ट्रांसफर फ़ंक्शन या हमारे विशेष इंसर्शनल लॉस फ़ंक्शन में फूरियर ट्रांसफॉर्म के साथ साथ लाप्लास परिवर्तन दोनों हैं इसलिए एक बार जब हम ऐसा करते हैं तो S21 स्क्वायर इस तरह से निकलता है और अगर हम मानते हैं कि एक सर्किट कम हो गया है तो हम जानते हैं कि S11 स्क्वायर का पता कैसे लगाया जाए यह 1 S21 पूरा स्क्वायर होगा और यह समान होगा S पॉवर 6 बटा 1 S पॉवर 6 अब इस S 11 माड्यूलर स्क्वायर को S11 S गुना S11 कन्ज्यूगेट S का के रूप में भी लिखा जा सकता है

S11sS11s S61 S6 S11sS3S32S22S1 Zin1S111 S112S32S22S12S22S1 तो इसे ध्यान में रखते हुए हम इस S11 ट्रांसफर फ़ंक्शन के लिए मूल्य का पता लगा सकते हैं अब S11 का पता लगाने के लिए मैं इसे एक बार फिर से लिखना चाहता हूं S11 कन्ज्यूगेट S है इसलिए यह वही है जो हमने पाया था यदि हम इस डिनॉमिनेटर की रूट्स का पता लगाते हैं तो 6 रूट्स हैं और अगर हम केवल उन रूट्स का चयन करते हैं जो स्टेबलिटी प्रदान करते हैं तो वे रूट्स हैं जो S प्लेन के बाईं ओर स्थित हैं फिर केवल उन रूट्स को लेने के बाद हम S11 S को समान होने का पता लगाते हैं यहां मेरे पास न्यूमैरेटर पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है और हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूमैरेटर पॉजिटिव मान और नेगेटिव मान के लिए 2 अलग अलग विकल्प हैं तो फिर यहां से मैं Zin को बराबर के रूप में पता लगा सकता हूं और यह कुछ इस तरह बन जाता है अब अगर मुझे इस Zin को महसूस करना था तो मुझे जो सर्किट मिलता है वह इस तरह है यह मेरा Zin है अगर मैंने न्यूमैरेटर में नेगेटिव अंश मान लिया होता तो वह इस तरह होता वास्तव में यह दिखाया जा सकता है कि किसी Nth ऑर्डर ट्रांसफर फ़ंक्शन या किसी Nth ऑर्डर बटरवर्थ प्रोटोटाइप ट्रांसफर फ़ंक्शन के लिए जो हम लेते हैं इन इंडक्टर और कैपेसिटर मान के लिए चाहे T इमप्लीमेनटेशन या पाई इमप्लीमेनटेशन के लिए बशर्ते कि हम Z0 को 1 ओम और ओमेगा C1 रेडियन प्रति सेकंड के रूप में लें किसी भी Nth ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के लिए इन इंडक्टर और कैपेसिटर का मान इस सामान्य फार्मूला GK द्वारा दिया जाएगा जहां GK ऐसा है उदाहरण के लिए यदि मैं इस प्रोटोटाइप को लेता हूं तो मैं इसे G1 इसे G2 यह G3 कह सकता हूं तो यह इस तरह है अब इस बटरवर्थ प्रोटोटाइप का एक उदाहरण यह है कि यह स्वचालित रूप से आपको आउटपुट इमपेडेंस पर देता है जैसा कि हमने देखा उदाहरण के लिए कि क्या T इकोईवैलेंट या पाई इकोईवैलेंट के लिए हमने देखा कि आउटपुट इमपेडेंस 1 ओम है तो वह भी Z0 के बराबर है तो दूसरे शब्दों में बटरवर्थ प्रोटोटाइप फ़ंक्शन अपने आप मेल खाते हैं लेकिन अगर हम इस चेबीशेव फ़ंक्शन के लिए भी समान इमप्लीमेनटेशन कर सकते हैं और वहां हम निरीक्षण करेंगे कि आउटपुट में हमें 1 ओम इमपेडेंस नहीं मिलती है तो आउटपुट का मिलान नहीं किया जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ प्रकार के मिलान संरचनाओं को आउटपुट पर उपस्थित होना पड़ता है शुरुआत में मैंने कहा है कि हम लोअ पास से हाई पास प्रोटोटाइप में परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए यदि हम मॉनिटर पर स्लाइड्स पर जाते हैं तो ये कुछ तरीके हैं जो हम वास्तव में कर सकते हैं यह एक लोअ पास प्रोटोटाइप है जहां पाई या इस मामले में हमारे पास पाई इकोईवैलेंट है अब मान लें कि हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं यह Z0 के 1 ओम मूल्य और ओमेगा C के दूसरे मूल्य के प्रति 1 रेडियन के साथ एक प्रोटोटाइप था अब यहां से सर्किट पर कैसे जाएं जहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अब 1 रेडियन प्रति सेकंड नहीं है इनपुट और आउटपुट मिलान इमपेडेंस अब 1 ओम के बराबर नहीं हैं इसलिए परिवर्तन उदाहरण के लिए G1 G2 G3 1 ओम और 1 ओमेगा C के बराबर Z0 के साथ प्रोटोटाइप हैं जो प्रति सेकंड 1 रेडियन के बराबर हैं फिर उस 0 और ओमेगा C के किसी भी मनमाने मूल्य के लिए कहें जिन मूल्यों को इन GK को बढ़ाया जाना चाहिए वे इस इक्वेशन द्वारा दिए गए हैं उदाहरण के लिए यदि GK प्रोटोटाइप इंडक्टर्नस था तो इसे इस इक्वेशन द्वारा दिए गए LK डैश के मान तक बढ़ाया जाना चाहिए और इसी तरह अगर कैपेसिटेंस अगर GK कैपेसिटेंस वैल्यू थी तो इसे भी इस वैल्यू के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए अब इस लोपास से लेकर लोपास ट्रांसफ़ॉर्मेशन के समान हम इन प्रोटोटाइप का उपयोग करके लोपास से हाईपास ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं Ck1Z0cLk1Z0cgk and Z0cCkZ0cgk उस स्थिति में इंडक्टर्नस को कैपेसिटेंस में परिवर्तित किया जाएगा और कैपेसिटेंस को इस वैल्यू द्वारा दिए गए इंडक्टर्नस में परिवर्तित किया जाएगा इसलिए यहाँ GK लोपास प्रोटोटाइप हैं और CK कुछ Z0 और ओमेगा C के साथ हाई पास प्रोटोटाइप के लिए अंतिम मान हैं उन्हें 1 ओम और 1 रेडियन प्रति सेकंड के बराबर नहीं होना चाहिए इसलिए यहां ये फॉर्मूले लोपास प्रोटोटाइप से सीधे अंतिम हाई पास फिल्टर सर्किट तक बिना किसी हाई पास प्रोटोटाइप संरचना के गुजरते हैं इसी तरह से हम भी बदल सकते हैं इसलिए यहां यह एक ग्राफ है यह परिवर्तन दिखाता है ये लोपास प्रोटोटाइप हैं और पिछली स्लाइड में दिखाए गए उन फार्मूला को लागू करने के बाद हम इस तरह से एक सर्किट प्राप्त करेंगे यह एक अंतिम हाई पास सर्किट है LkZ0cgk and CkZ0cgk or fk02π and Qkgk2 इस परिवर्तन के लिए लोपास से हाईपास की तरह हम भी लोपास से बैंडपास के लिए एक परिवर्तन कर सकते हैं अब फ्रैक्चनल फ्रिक्वेंसी एक बैंडपास फ़िल्टर के फ्रैक्शनल बैंडविड्थ को इस इक्वेशन द्वारा दिया गया है जहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 3dB फ़्रीक्वेंसी हैं फिर जैसा कि हम बैंडपास इमप्लीमेनटेशन के लिए जानते हैं हमें सीरिज़ में एक सीरिज़ रिजोनेटर या शंट में एक शंट रिजोनेटर की आवश्यकता है अब लो पास के प्रोटोटाइप में हमने देखा था कि हमारे पास सीरिज़ में इंडक्टर्नस और कैपेसिटेंस शंट में हैं तो एक बैंडपास इकोईवैलेंट का एहसास करने के लिए इन कैपेसिटेंस को L और C के एक अलग शंट संयोजन में बदलना चाहिए और इन इंडक्शन को L और C की सीरिज़ संयोजन में बदलना चाहिए और इस इक्वेशन द्वारा कन्वर्जन फार्मूला दिया जाता है LkZ0cgk and CkZ0cgk or fk02π and Qkgk2 तो GK हमारा लोपास प्रोटोटाइप है यदि वह एक इंडक्टर है तो वह इस इक्वेशन द्वारा दिए गए L और C की सीरिज़ संयोजन में परिवर्तित हो जाएगा यदि GK लोपास प्रोटोटाइप का कैपेसिटर है तो यह इस इक्वेशन द्वारा दिए गए L और C के एक अलग संयोजन में परिवर्तित हो जाएगा यह एक लोपास प्रोटोटाइप था यह एक बैंडपास फ़िल्टर बन जाता है और इसी तरह यदि आप लोपास से बैंडस्टॉप में बदलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि इस शंट कैपेसिटेंस को Lऔर C के सीरिज़ संयोजन में परिवर्तित किया जाना चाहिए और इस सीरिज़ इंडक्टर्नस लोपास प्रोटोटाइप को L और C के शंट कैपेसिटेंस में परिवर्तित होना चाहिए LkZ0gkc and Ck1Z0cgk or fk02π and Qk2gk LkZ0gkc and CkgkZ0c or fk02π and Qk2gk यदि हमारे पास एक इंडक्टर L है तो इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा अगर gk लोपास के प्रोटोटाइप में एक इंडक्टर का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे L और C के एक शंट कैपेसिटेंस में बदल दिया जाएगा वे मान इस इक्वेशन द्वारा दिए गए हैं और यदि gk शंट कैपेसिटर लोपास प्रोटोटाइप का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे Lऔर C की सीरिज़ संयोजन में परिवर्तित किया जाएगा ये मान इस इक्वेशन द्वारा दिए गए हैं यह एक लोपास वाला प्रोटोटाइप था और यह हमारा बैंडस्टॉप प्रोटोटाइप है इसलिए इस व्याख्यान में हमने विभिन्न फिल्टर सिंथेसिस पर चर्चा की है हमने केवल सिंगल फ़िल्टर सिंथेसिस तकनीक पर चर्चा की है इसे इंसर्शनल लॉस तकनीक कहा जाता है इम्मेज फिल्टर्स तकनीक जिसे हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी वे कुछ हद तक सिंथेसिस भी हैं लेकिन यह केवल यूनिट सेल डिज़ाइन तक ही सीमित है इन सिंथेसिस तकनीक के मामले में जैसा कि हमने इस मॉड्यूल में अध्ययन किया है यहां हमें पूर्ण फ़िल्टर विशेषता में दिया गया है और हम यूनिट सेल पर फिर से लिखे बिना फ़िल्टर को डिज़ाइन करते हैं यह सबसे आम तरीका है जिसका उपयोग अब फिल्टर के सिंथेसिस के लिए किया जाता है लेकिन हम इसमें एक समस्या भी देखते हैं कि हमने अब तक क्या चर्चा की है और समस्या यह है कि हम लंपड एलिमेंट्स के बारे में ले रहे हैं लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें डिस्टर्बेटेड एलिमेंट्स से निपटना होगा तो हम इस लंप प्रोटोटाइप से डिस्टर्बेटेड एलिमेंट्स को कैसे महसूस कर सकते हैं कि हमने उन सभी सर्किटों को विकसित किया है जिन्हें हमने लोपास हाई पास बैंड पास या बैंड स्टॉप देखा था उन् सभी का वर्णन लंपड एलिमेंट्स के रूप में किया है इस लंपड एलिमेंट्स को डिस्टर्बेटेड इकोईवैलेंट में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास एक विधि होनी चाहिए फिर हम एक तकनीक लागू करते हैं जिसे कॉम्नसुरेट फ़िल्टर डिज़ाइन कहा जाता है इस विधि को पहले हमें यह मानकर चलना होगा कि हमें पहले से ही अपने लंपड एलिमेंट्स दिए जा चुके हैं तो हमें लंपड एलिमेंट्स मॉडल दिया गया है अब हम पहले से चर्चा की गई छोटी और खुली लाइनों पर वापस जाते हैं एक छोटी लाइन पर विचार करें यह छोटा है अब इस छोटी लाइन के लिए हम Zin को जानते हैं और एक खुली लाइन के लिए हम Yin को जानते हैं मान लीजिए कि हमने टैन बीटा L द्वारा दिए गए एक वेरिएबल ओमेगा को परिभाषित किया है और इस रेखा की लंबाई कहती है कि लैम्डा r 2 से विभाजित है जहां लैम्डा r कुछ फ्रीक्वेंसी ओमेगा r से मेल खाती है और इसे इस तरह लिखा जा सकता है और इस शॉर्ट लाइन के लिए हमारा Zin बस j ओमेगा बन जाता है और यह Yin jy0 सिग्मा बन जाता है और Zin मैं आपसे माफी चाहूंगा कि यह j omega Z0 के बराबर हो जाए Zinjtan βljZ0 ZinjY0tan βljY0 tan βltan 2πr4tan 20 S के स्थान पर एक नया वेरिएबल सिग्मा अब S डोमेन से हम कैपिटल सिग्मा डोमेन में गए हैं और आप देखते हैं कि यह छोटी लाइन यदि हम इस मान को स्थिर रखते हैं कि लैम्डा r को 4 से विभाजित किया गया है फिर शॉर्ट लाइन में एक इंडक्टर की लाइन होगी यह बिल्कुल कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है तो यह है कि कॉम्नसुरेट फ़िल्टर इस कॉम्नसुरेट फ़िल्टर डिज़ाइन का मूल सिद्धांत है कि यदि हमारी पूरी प्रणाली में इस छोटे और खुले जैसे कुछ तत्व की लंबाई है यदि हम छोटी और खुली तत्व की सभी लंबाई को समान रखते हैं तो हम उन इंडक्टर और कैपेसिटर को बदल सकते हैं जो हमने उन सिंथेसिस का उपयोग करके पाया था जो हमने अभी इस छोटी और खुली लाइन के साथ वर्णित किया था उदाहरण के लिए हम एक लोपास प्रोटोटाइप लेते हैं यदि यह हमारे लोपास के प्रोटोटाइप को मान लेता है तो मैं इस इंडक्टर को इस तरह से एक छोटी लाइन द्वारा और इस कैपेसिटर को एक खुली लाइन के साथ बदल सकता हूं मैंने L1 के बराबर विशेषता इमपेडेंस का मान चुना और मैंने इस एक की विशेषता इमपेडेंस को 1 c2 के बराबर चुना तो फिर और अगर मैं इन छोटी और खुली रेखाओं की लंबाई समान रखता हूं तो यह केवल लंपड एलिमेंट्स कॉम्पोनेंट को लागू करने जैसा है यदि हम एक विशेष मामले के लिए देखते हैं यदि मैंने अपना ओमेगा r चुना है तो ओमेगा c से दोगुना है यदि मैंने इसे चुना है तो मैं इसे चुन सकता हूं जो आवश्यक नहीं है तो ओमेगा c 1 के बराबर है जिसका अर्थ है ओमेगा c 1 के बराबर भी है और यह विशेष संबंध पोजर द्वारा पुस्तक से लिया गया है और यही कारण है कि ओमेगा c 1 के बराबर है जो कैपिटल ओमेगा से मेल खाती है c 1 के बराबर उस स्थिति में हम जो देखते हैं वह यह है कि इस प्रकार का इंसर्शनल लॉस जो हम चाहते थे इस कॉम्नसुरेट फ़िल्टर की इन शॉर्ट और ओपन ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करके सर्किट रिलेशन में हम इस तरह से सर्किट प्राप्त कर सकते हैं तो इसे कमैंसुरेट फ़िल्टर कहा जाता है और इस लाइन को लंपड एलिमेंट्स फ़िल्टर कहा जाता है फिर भी हम जिस समस्या का सामना कर सकते हैं वह सीरिज़ में इन छोटी और खुली ट्रांसमिशन लाइन को साकार करने में हमने देखा कि हमें सीरिज़ में एक छोटी लाइन को साकार करने की समस्या है इस समस्या को खत्म करने के लिए एक निश्चित आइडेंटिटी है जिसे कुरोदा आइडेंटिटी Kuroda's identity के रूप में जाना जाता है इसलिए अगर हमें पोज़र द्वारा पुस्तक में मॉनीटर कुरोदा पर स्लाइड्स मिलीं जहां चार कुरोदा की आइडेंटिटी है जिसमें दिखाया गया है कि इनमें से दो रूचि की हैं एक यहाँ है अगर हमारे पास निश्चित रूप से वहाँ कैपेसिटर और इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं तो सभी ट्रांसमिशन लाइन के संदर्भ में हैं इसलिए यदि यह कैपेसिटेंस है तो यह एक ओपन सर्किट लाइन का एहसास करता है और अगर यह एक इंडक्टर है तो इसका मतलब है यह एक शॉर्टेड संचरण रेखा है इस छोटी और खुली संचरण लाइनों की लंबाई समान होती है और हमारे पास इस UE द्वारा प्रस्तुत यूनिट एलिमेंट नामक नया एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल लंबाई इस L और C के समान होती है यदि हमारे पास यह संरचना है तो यह इसके इक्विवेलेंट है लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि सीरिज़ इंडक्टर्नस इस परिवर्तन दोनों सीरिज़ इंडक्टर्नस को एक अलग शंट कैपेसिटेंस में परिवर्तित किया जा सकता है जैसा कि हम जानते हैं कि ओपन सर्किट लाइन द्वारा दर्शाए गए शंट कैपेसिटेंस का अहसास तब होता है जब ओपन सर्कुलेटेड लाइन द्वारा दर्शाए गए इस इंट्रक्टर का अहसास सीरिज़ में एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन द्वारा दर्शाए गए इस इंट्रक्टर के अहसास से ज्यादा आसान होता है इसलिए ये पहचान काम में आती हैं तो संक्षेप में वितरित किए गए सर्किट तत्वों के संदर्भ में अक्सर विभिन्न को सिंथेसिस करने या लंपड एलिमेंट्स इकोईवैलेंट को साकार करने के लिए कॉम्नसुरेट फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है इसलिए पिछले कुछ मॉड्यूल में हमने बड़े पैमाने पर फ़िल्टर डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी यह नैरो बैंड फिल्टर्स डिजाइन के साथ शुरू किया गया था और फिर इम्मेज फिल्टर्स डिजाइन और आखिरकार इन ब्रॉड बैंड और फिल्टर सिंथेसिस तकनीक पर चला गया धन्यवाद